हमारे पहले कुछ व्याख्यानों के दौरान हम कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक गुणों पर जोर देने जा रहे हैं क्योंकि एक बार जब हम यौगिकों की संरचना को समझते हैं तो हम इन यौगिकों की प्रतिक्रियाशीलता पर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि संरचना हमेशा अणुओं की प्रतिक्रियाशीलता को नियंत्रित करती है इसलिए आज हम एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करने जा रहे हैं इस प्रकार इस अध्याय में हम एल्केन्स साइक्लोएल्केन्स की संरचना उनके कन्फर्मेशनल एनालिसिस पर जायेंगे और फिर हम एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के भौतिक गुणों की ओर बढ़ेंगे तो एल्केन्स हाइड्रोकार्बन हैं जिसका अर्थ है कि उनमें केवल दो तत्व हैं कार्बन और हाइड्रोजन बहुत बार आप एल्केन्स के लिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन शब्द का प्रयोग होते हुए सुनते हैं क्योंकि एलिफैटिक ग्रीक शब्द एलेफेर से आया है जिसका अर्थ है पशु वसा या पौधे का तेल और यदि आप उच्च एल्केन्स देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनके गुण समान हैं तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का अर्थ है कि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और उनमें पशु वसा और पौधे के तेल के समान गुण होते हैं हम यह भी जानते हैं कि एल्केन्स सैचुरेटिड हाइड्रोकार्बन हैं जिसका अर्थ है कि उनमें केवल कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड होते हैं दो कार्बन परमाणुओं के बीच कोई पाई बॉन्ड नहीं है पिछली कक्षा में हमने मीथेन की संरचना को देखा और हमने देखा कि कार्बन कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं इसके पास चार sp3 हाइब्रिडाइज़्ड ऑर्बिटल्स हैं जो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और आपके पास यह टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है जिसके परिणामस्वरूप 1095 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है श्रृंखला में अगले एल्केन्स इथेन प्रोपेन ब्यूटेन आदि हैं और उनमें से अधिकांश में इस अर्थ में समान गुण होंगे कि कार्बन के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बॉन्ड एंगल 1095 डिग्री से थोड़ा बदल सकता है लेकिन बहुत अधिक नहीं लेकिन इससे पहले कि हम उनके संरचनात्मक गुणों के विवरण में जाएं पहले हम इस बात पर ध्यान दें कि हम उन्हें कागज पर कैसे दर्शाते हैं तो अब हम लाइन एंगल फॉर्मूले को देखेंगे जो बहुत बार पेपर पर कार्बनिक अणुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए केमिस्ट द्वारा उपयोग किया जाता है प्रोपेन की लुईस संरचना याद है यदि मैं प्रोपेन की लुईस संरचना बनाना चाहता हूं तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा जिसमें कार्बन सभी हाइड्रोजेन के साथ बॉन्ड बना रहा है ठीक है और आप इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना भी दिखा सकते हैं ताकि आप उनमें इलेक्ट्रॉनों को भी दिखा सकें अब यदि मैं उसी प्रोपेन अणु की कंडेंस्ड संरचना लिखना चाहता हूं तो मैं इसे इस तरह प्रस्तुत करूंगा CH3CH2CH3 जिसमें मैं अलग अलग बॉन्ड नहीं दिखाता लेकिन यह एक कंडेंस्ड संरचना के रूप में दिखेगा और प्रोपेन का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे आम तरीका एक लाइन एंगल संरचना का उपयोग करना होगा जो कुछ इस तरह है जिसमें से प्रत्येक वर्टेक्स एक कार्बन का प्रतिनिधित्व करता है वर्टेक्स या लाइन का अंत कार्बन को दर्शाता है हम अणु में मौजूद हाइड्रोजन्स को नहीं दिखाते हैं बहुत बार आप यह मान लेते हैं कि हाइड्रोजन्स उन कार्बन के अनुसार मौजूद हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं उदाहरण के लिए इस मामले में यहां मध्य कार्बन दो अन्य कार्बन के साथ दो बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे जबकि टर्मिनल कार्बन केवल एक ही बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके पास तीन हाइड्रोजन होंगे इसलिए हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या मौजूद है आइए हम एक और संरचना को देखें यहाँ उदाहरण के लिए इथेनॉल की संरचना है अब इथेनॉल जैसा कि आप देख सकते हैं वास्तव में ऐसा नहीं दिखता है जैसा कि हम इसे कागजों पर दर्शाते हैं इसलिए अगर मैं कागज पर इथेनॉल की संरचना बनाना चाहता हूं तो यह इथेनॉल की एक लुईस संरचना होगी या यह कुछ इस तरह दिखाई देगी सही अणु ऐसा नहीं दिखता है वास्तव में यदि आप अणु को देखते हैं तो इसमें विशेष ज्यामिति होती है जैसे कि कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड एंगल होता है जो हमेशा रहेगा कंडेंस्ड संरचना को बनाने के लिए मैं इसे CH3CH2OH के रूप में लिख सकता हूं ताकि इसे एक साथ कंडेंस्ड किया जा सके और लीनियर एंगल संरचना को बनाने के लिए हम इसे कुछ इस तरह से प्रस्तुत करेंगे जब इनमें से प्रत्येक शीर्ष पर कार्बन है और OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए यदि हम पहले दस एल्केनस के लिए लुईस संरचना कंडेंस्ड संरचना और बॉन्ड एंगल सूत्र लिखेंगे तो यह कुछ इस तरह दिखेगा एल्केनस का एक सामान्य सूत्र है CnH2n2 जिसका अर्थ है हर n संख्या में कार्बन के लिए अणु में मौजूद 2n प्लस 2 हाइड्रोजन हैं पिछली कक्षा में हमने आइसोमेरिज्म को भी देखा था जिसमें एक ही आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनात्मक सूत्र के बारे में बात की गई थी इसलिए हमने ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को देखा था जैसे आप कार्बन की संख्या में वृद्धि करते हैं तो संभव कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की संख्या भी जबरदस्त रूप से बढ़ती है उदाहरण के लिए यहां मेरे पास पेंटेन है पेंटेन में पाँच कार्बन हैं और पेंटेन में निम्नलिखित कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे तो यह n पेंटेन है आगे हमारे पास आइसोपेंटेन है और फिर हमारे पास नीओपेंटेन है ठीक है तो पेंटेन के सभी आइसोमर्स के लिए लाइन एंगल सूत्र इस तरह दिखते हैं अब आप ब्यूटेन के लिए सोच सकते हैं जिसमें चार कार्बन थे और आइसोमर्स की संख्या दो थी जैसे ही हम पेंटेन में जाते हैं आइसोमर्स की संख्या तीन हो जाती है तो हो सकता है कि कार्बन की संख्या में वृद्धि के साथ आइसोमर्स बढ़ते चले जाएंगे लेकिन यदि आप वास्तव में आइसोमर्स की संभावित संख्या को गिनते हैं मेरे पास यहां कुछ संख्याएँ हैं और आप उन्हें देख सकते हैं कि मीथेन के लिए शून्य कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं जैसे हम पेंटेन में जाते हैं तो पांच कार्बन के लिए तीन संरचनात्मक आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या को और बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे हम 10 कार्बन की ओर बढ़ते हैं अब 10 कार्बन में 75 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे और अगर मैं संख्या को बढ़ाकर 15 करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की संख्या लगभग 4000 हो जाती है अगर मैं संख्या को बढ़ाकर 25 कार्बन तक ले जाता हूं तो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स 37 मिलियन के करीब हो सकते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कार्बन की संख्या 25 जितनी कम होने पर भी आइसोमर्स की संख्या 37 मिलियन तक हो सकती है और यह एक कारण है कि कार्बन अणु हर जगह पाए जा सकते हैं और हम इतने अणु प्राप्त करने में सक्षम हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से उत्पन्न हो रहे हैं बहुत बार आप प्राइमरी कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन एक ट्रशरी और एक क्वॉट्रनरी कार्बन जैसे शब्द सुनेंगे तो ये क्या हैं इसलिए रसायनशास्त्री इन शब्दावली का उपयोग प्रत्येक कार्बन के बॉन्ड की संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यहां मेरे पास आइसोपेंटेन है और यदि आप इस विशेष टर्मिनल कार्बन को देखते हैं तो यह केवल एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है जो इसके बगल में है तो यह एक प्राइमरी कार्बन बन जाता है ठीक है इसके बगल में कार्बन दो अन्य कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है इसलिए आपके पास यहां जो है वह एक सेकेंडरी कार्बन है और इसके आगे कार्बन तीन अन्य कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यह एक ट्रशरी कार्बन बन जाता है बहुत बार आप देखेंगे कि प्रतिक्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास एक विशेष कार्बन परमाणु प्राइमरी सेकेंडरी या ट्रशरी है इसलिए यह तय करने के लिए कि कोई यौगिक रासायनिक प्रतिक्रिया में कैसे प्रतिक्रिया करेगा पहले हम यह देखेंगे कि उसमें मौजूद कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी या ट्रशरी है जैसे हम चाहते हैं कि हमारा नाम अनोखा हो ठीक उसी तरह सभी यौगिकों को भी एक बहुत ही अनोखा नाम चाहिए होता है जिससे कि उस यौगिक की संरचना और गुणों को केवल यौगिक के नाम को देखकर निर्धारित किया जा सकता है और रसायनज्ञों ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC द्वारा शासित नियमों का उपयोग किया है जो अणुओं का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं अब हम एक ट्यूटोरियल पर जाने वाले हैं जो पूरी तरह से IUPAC नियमों और इस विशेष पाठ्यक्रम में एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइन और एल्काइल हैलाइड्स के नामकरण पर है इसलिए यदि आप नामकरण के विवरण पर जाना चाहते हैं तो आप ट्यूटोरियल को देख सकते हैं अभी के लिए मैंने आपको इस तालिका में पहले कुछ एल्केन्स और उनकी संरचनाओं के नाम दिए हैं यदि आप तालिका को देखते हैं तो इनमें से प्रत्येक नाम में एक उपसर्ग और एक प्रत्यय है उपसर्ग आपके दिए गए नाम की तरह है जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है जबकि प्रत्यय परिवार के नाम का है आपके उपनाम की तरह इसलिए सभी एल्केन्स के उपनाम या प्रत्यय में ane लगा होता है जो यह बताता है कि वे एल्केन्स वर्ग से संबंधित हैं और उपसर्ग मेथ एथ प्रोप आदि हो सकते हैं इन्हें एक साथ मिलाने से आपको मीथेन ईथेन और प्रोपेन इत्यादि मिलते हैं किसी दिए गए नाम और परिवार के नाम का अर्थ एक उपसर्ग और एक प्रत्यय है जो विशेष रूप से एल्केन के नाम को पूरा करेगा इसलिए हम इस सप्ताह के ट्यूटोरियल में हम एल्केन्स सब्स्टीट्यूटड एल्केन्स साइक्लोएल्केन्स और बाइसाइक्लो यौगिकों के नामों को शामिल करेंगे इसलिए संरचनात्मक सूत्र कागज पर चीजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अच्छे हैं लेकिन वे शायद ही हमें बताते हैं कि अणु वास्तव में एक 3 डी स्थान में कैसे है और इन अणुओं की प्रतिक्रिया को निर्धारित करने के लिए अणुओं की 3 डी प्रकृति को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए अभी हमने इथेनॉल के संरचनात्मक फार्मूले को देखा लेकिन यह शायद ही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है जो बॉन्ड एंगल्स का प्रतिनिधित्व करता है लोन पेयर को दिखाता है और जो विभिन्न परमाणुओं के बीच की बॉन्ड लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए यदि आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि एक यौगिक कैसे प्रतिक्रिया करता है तो यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अणु की 3 डी संरचना क्या है न केवल 3 डी संरचना बल्कि आपको यह भी अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल क्या हैं बॉन्ड की लंबाई क्या है और बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे वितरित किया जाता है इसलिए उदाहरण के लिए इस मामले में मेरे पास इथेनॉल है तो अभी मेरे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है और यह एक पॉलर कोवैलेंट बॉन्ड है जिसका अर्थ है कि इस बॉन्ड का अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन के साथ है और हाइड्रोजन के साथ नहीं है तो जिसके परिणामस्वरूप जब इथेनॉल एक बेस के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन को आसानी से हटा देगा क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन घनत्व में बराबर हिस्सेदारी नहीं है तो जैसा कि आप 3 डी संरचना की कल्पना करते हुए देख सकते हैं बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व की कल्पना हमें एक विशेष अणु की प्रतिक्रियाशीलता को पता लगाने की अनुमति देगा इसलिए इसलिए आगे चलकर हम पहले संरचना का अनुभव प्राप्त करने जा रहे हैं और फिर प्रतिक्रिया की ओर अग्रसर होंगे लेकिन केवल 3 डी संरचना की कल्पना करना भी पर्याप्त नहीं है हमें यह भी जानना होगा कि ये बॉन्ड कैसे घूमते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अभी मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड को घुमा रहा हूं जैसे कि यह घूम रहा है और विभिन्न कन्फर्मेशनस को जन्म दे रहा है इसलिए हम उन कन्फर्मेशनस के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो बॉन्ड या एकल बॉन्ड के घूमने से बनते हैं जैविक रसायन विज्ञान में स्ट्रेन एक प्रमुख अवधारणा है यह विकृति के कारण अणु में संग्रहीत ऊर्जा का प्रतिनिधि है जल्द ही हम तीन प्रकार के उपभेदों पर जाएंगे टॉर्सनल स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन और स्टिरिक स्ट्रेन है और अणु की प्रतिक्रिया में ये तीनों प्रकार के स्ट्रेन एक अहम भूमिका निभाते हैं सामान्य रूप से स्ट्रेन बताता है कि एक अणु उसके सबसे स्थिर रूप या ऑप्टिमल रूप में नहीं है कभी भी हम संरचना को बदलते हैं या हम उस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी करते हैं जो हम उस स्ट्रेन को जन्म देते हैं जिसका अणु को अनुभव करना पड़ता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि यह अणु का सबसे स्थिर रूप है और अगर मैं संरचना को बदलता हूं और घुमाता हूं तो हो सकता है कि यह अणु अभी कुछ स्ट्रेन अनुभव कर रहा है स्ट्रेन अणु में संग्रहीत ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है तो अगर यहां पर्याप्त ऊर्जा है तो आप वास्तव में हवा की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं यदि पर्याप्त ऊर्जा है तो पेड़ की शाखाएं आगे और पीछे जाती हैं क्योंकि इस इंटर कन्वर्जेंस के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है अब रासायनिक प्रणाली में विभिन्न कन्फर्मेशनस का इंटर कन्वर्जेंस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ या तो पर्याप्त तापमान होता है जो कि ऊष्मीय दशाएँ होती हैं या अणु ऐसे टकराव अनुभव कर रहे होते हैं जो उन्हें घुमाएंगे और विभिन्न इंटर कन्वर्जेंस को जन्म देेगे आप यह भी देखेंगे कि कुछ संरचनाएं स्थायी रूप से स्ट्रेनड हैं तो जैसे कि किसी स्प्रिंग को लम्बे समय तक दबाए रखने से वह उसी आकार का हो जाता है उसी तरह से उस प्रणाली में एक स्थायी स्ट्रेन होगा ऐसे ही कुछ अणु आप देखेंगे जो स्थायी रूप से स्ट्रेनड हैं और वे प्रतिक्रिया में इस ऊर्जा को छोड़ना चाहते हैं इसलिए हम देखते हैं कि इन अणुओं में उच्च प्रतिक्रिया है वे कुछ अन्य अणुओं की तुलना में बहुत तेज़ी से प्रतिक्रियाओं से गुज़रेंगे क्योंकि वे अपने भीतर जमा ऊर्जा को छोड़ना चाहते हैं तो अब हम एल्केन्स में स्ट्रेन को देखते हैं तो मेरे पास एक ईथेन अणु है और इसमें दो कार्बन और छह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा ही मैं कन्फर्मेशन को बदलनेता हूं और इस पीछे वाले कार्बन को वहीं रखते हुए सामने वाले कार्बन को घुमाता हूं तो क्लॉकवाइज या एंटीक्लॉकवाइज घुमाने से अलग अलग कन्फर्मेशनस बनती हैं अब कॉनफॉर्मेशन से तात्पर्य 3 डी व्यवस्था से है जो इस कार्बन के घूमने के क्रम के कारण उत्पन्न होती है इसलिए जब भी मैं इसे घूमाता हूं तो मैं इस ईथेन अणु के एक अलग कन्फर्मेशन को जन्म देता हूं तो आइए अब हम ईथेन के कन्फर्मेशनस को देखें इस समय जो आप देख रहे हैं वह एक्लिप्स कन्फर्मेशन है एक्लिप्स कन्फर्मेशन में बॉन्ड के बीच ओवरलैप होता है उदाहरण के लिए एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ओवरलैप कर रहा है तो यह एक एक्लिप्स कन्फर्मेशन है अब अगर मैं इस फ्रंट कार्बन को ऐसे घुमाऊं कि पीछे वाला कार्बन समान रहे तो क्या होगा मैं एक अलग तरह की कन्फर्मेशन को जन्म देता हूं जैसे कि अब ये बॉन्ड एक दूसरे से अलग हैं जैसे कि इस और इस के बीच का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है इस कन्फर्मेशन को हम स्टेगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं अब यदि मैं इसे कागज पर प्रस्तुत करना चाहता हूं तो मैंने जो उपयोग किया है उसे न्यूमैन प्रोजेक्शन कहा जाता है ठीक है तो न्यूमैन प्रोजेक्शन एक अणु को ऐसे दिखाते हैं कि आप उसकी कन्फर्मेशनस को दिखा सकते हैं तो अब अगर मैं ईथेन के इस एक्लिप्स कन्फर्मेशन को बनाना चाहता हूं तो आप इसे देखते हैं सामने वाले कार्बन में तीन बॉन्ड 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ब्लैक कार्बन में भी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं यह दिखाने के लिए कि वे एक दूसरे के साथ एक्लिप्स हैं मैं उन्हें पहले बॉन्ड के बहुत करीब दिखाने जा रहा हूं ठीक है आदर्श रूप से कागज पर इसका प्रतिनिधित्व करना बहुत मुश्किल है जैसे कि वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हो तो यह मेरी एक्लिप्स कन्फर्मेशन है और अब अगर मैं स्टेगर्ड कन्फर्मेशन को बनाना चाहता हूं तो याद रखें कि मैंने बैक कार्बन को समान रखा हैऔर मैं सामने वाले कार्बन को आगे बढ़ाता हूं जैसे कि यह अब इस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है तो फिर आपके पास स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है जो इस स्थिति में है चूँकि मैं एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को घुमाते हुए स्टेगर्ड कन्फर्मेशन और एक्लिप्स कन्फर्मेशन को एक दूसरे में बदल सकता हूं तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं इसलिए यदि हम एक ईथेन अणु लेते हैं तो यह बॉन्ड लगातार घूमता रहता है तो आप देख सकते हैं कि अणु स्टेगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन में बदलता रहता है स्टेगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन के बीच ऊर्जा के अंतर को डायहेड्रल एंगल के रूप में समझना आसान है इसलिए उदाहरण के लिए अभी दो प्लेंस के बीच का डायहेड्रल एंगल 0 है ठीक है इसका अर्थ है कि यह अभी एक्लिप्स कन्फर्मेशन में है अब अगर मैं धीरे धीरे इस बैक कार्बन को घुमाता हूं तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री तक पहुंच जाएगा फिर से अगर मैं घूमता हूं तो मैं फिर से डायहेड्रल एंगल वापस 0 और फिर से 60 और इसी तरह इसलिए उन दोनों के बीच मौजूद डायहेड्रल एंगल की सहायता से कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को दिखाना आसान है सिद्धांत रूप में वहाँ अनंत कन्फर्मेशनस मौजूद हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे इस डायहेड्रल एंगल को बदल सकता हूं इसलिए हम इसे सीधे 0 से 60 में बदलते हैं आपको इसे 0 से 60 में धीरे धीरे बदलने की आवश्यकता नहीं है धीरे धीरे बदलने से इस मामले में वास्तव में अनंत कन्फर्मेशनस हो सकती है तो अब हम ऊर्जा के अंतर को देखते हैं जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं एक्लिप्स कंफर्मेशन थोड़ा स्ट्रेनड है ठीक है हम इसके कारण के बारे में आगे पढ़ेंगे कि यह स्ट्रेनड क्यों है लेकिन याद रखें कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन स्टेगर्ड से ऊर्जा में लगभग 3 किलो कैलोरी अधिक है स्टेगर्ड रूप थोड़ा अधिक स्थिर है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से दूर हैं ठीक है इस मामले में 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ओवरलैप करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अन्य कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक्लिप्स करता है तो इस इंटरैक्शन के लिए ऊर्जा लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है और साथ में मेरे पास ऐसे तीन बॉन्ड हैं तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन और स्टेगर्ड कंफर्मेशन के बीच 3 किलो कैलोरी अंतर है ठीक है तो मैं लिखूंगा कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन स्टेगर्ड कंफर्मेशन से लगभग 3 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक है और इस विशेष स्ट्रेन या इस विशेष ऊर्जा को टॉर्जनल स्ट्रेन भी कहा जाता है तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन में टॉर्जनल स्ट्रेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एक्लिप्स के कारण है ठीक है इसलिए अब अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करना चाहता हूं तो इस विशेष कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे घुमाया जाता है कि यह एक पूरा चक्कर लगाता है ठीक है अब यह एक संशोधित ईथेन है मैंने अभी दो हाइड्रोजन को दो रंगों से बदल दिया है ताकि कल्पना करना आसान हो अब इन दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच वर्तमान में बंधन एंगल 0 डिग्री है यह एक्लिप्स है तो यह ऊर्जा में 3 किलो कैलोरी अधिक है जैसा कि मैंने धीरे धीरे इस पीछे के हाइड्रोजन को घुमाया जो रंग में हरा है तो दो कार्बन हाइड्रोजन लाल और हरे रंग के बीच डायहेड्रल एंगल अब 60 डिग्री है 60 डिग्री पर अणु स्टेगर्ड कंफर्मेशन में होता है जो 3 किलो कैलोरी ऊर्जा में कम होता है तो 60 डिग्री पर मैं इसे बनाऊंगा तो ऊर्जा नीचे जाने वाली है अब अगर मैं इसे ऐसे घूमा दूं तो इन दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में 120 डिग्री का डायहेड्रल एंगल है 120 डिग्री पर हमने एक्लिप्स कन्फर्मेशन को वापस पा लिया है तो यह फिर से ऊर्जा में उच्च होगा ठीक है इसलिए अगर मैं 180 डिग्री पर जाता हूं तो हम वापस स्टेगर्ड कंफर्मेशन में आ गए हैं वे एक दूसरे से दूर हैं तो यह फिर से कम है तो 180 डिग्री पर ऊर्जा नीचे चली जाएगी फिर से इन दोनों प्लेंस के बीच का डायहेड्रल एंगल अब 240 डिग्री है इसलिए 240 डिग्री पर हमारे पास एक उच्च ऊर्जा होती है क्योंकि यह फिर से एक्लिप्स कन्फर्मेशन है और जैसा कि मैं 300 डिग्री तक आगे बढ़ता हूं यह स्टेगर्ड कंफर्मेशन है तो मैं इसे फिर से ऊर्जा में नीचे जाने दूंगा 360 डिग्री के रोटेशन पर वापस हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन में वापस आ गए हैं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर बार जब मैं उस ऊर्जा को घुमाता हूं जिससे अणु को स्ट्रेन से गुजरना पड़ता है जो कि एक ही अवधारणा के लिए सिर्फ दो अलग अलग शब्द हैं यह दो बॉन्ड के बीच डायहेड्रल एंगल के आधार पर बढ़ता है और घटता है तो टॉर्सनल स्ट्रेन का कारण क्या हो सकता है यह विशेष बहस कई दशकों से चल रही है और केमिस्ट अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेन की सही उत्पत्ति क्या है पहले यह माना जाता था कि रिपल्शन के कारण स्ट्रेन होता है आइए बताते हैं ये दो हाइड्रोजन नाभिक एक्लिप्स कन्फर्मेशन में वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो इन दो हाइड्रोजन नाभिकों के बीच रिपल्शन है एक और सिद्धांत था जिसके बारे में बात की गई थी कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन घनत्व के बीच रिपल्शन के कारण स्ट्रेन होता है उदाहरण के लिए इन दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच रिपल्शन होगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वे एक दूसरे को पीछे हटाएंगे हालांकि गणना या कम्प्यूटेशनल मॉडल कुछ अलग सुझाते हैं और इसके लिए हमें मॉलिक्युलर ऑर्बिटल सिद्धांत के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है तो सैद्धांतिक गणना बताती है कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन के कारण होने वाली अस्थिरता के कारण ऊर्जा अंतर नहीं है बल्कि यह स्थिरीकरण के कारण है जो स्टेगर्ड कंफर्मेशन में प्राप्त किया जा सकता है तो यह स्थिरीकरण क्या है स्टेगर्ड कंफर्मेशन में स्थिरीकरण डोनर एसेप्टर संबंध के कारण उत्पन्न होता है इसलिए इसे समझने के लिए हमें मॉलिक्युलर ऑर्बिटल सिद्धांत पर वापस जाने की आवश्यकता है यदि आपको याद है कि इस विशेष कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इस दिशा में जाएगा बॉन्ड की दिशा में जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल विपरीत दिशा में जाएगा ठीक है तो यदि आप वास्तव में देखते हैं कि पिछले कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल सामने वाले कार्बन हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं तो इस वजह से स्टेगर्ड कंफर्मेशन में एक आंशिक ओवरलैप हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व इस विशेष बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल की ओर स्थानांतरित हो जाता है अब याद रखें कि हम वास्तव में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे बॉन्ड के टूट जाएगा हम वास्तव में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इन दो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप स्थिरीकरण होता है तो एक्लिप्स और स्टेगर्ड कंफर्मेशन के बीच ऊर्जा अंतर उत्पन्न होता है क्योंकि आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल के बीच एक ओवरलैप है जो स्टेगर्ड कंफर्मेशन में होता है जैसा कि मैं जल्दी से एक्लिप्स कंफर्मेशन में चला जाता हूं अब दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स एक ही दिशा में हैं अब कोई भी ओवरलैप संभव नहीं है इसलिए एक्लिप्स कंफर्मेशन में यह ओवरलैप नहीं होता है तो अब हम ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल एनालिसिस पर नजर डालते हैं आइए कल्पना करें कि यह एक ब्यूटेन अणु है और ये दोनों मिथाइल समूह हैं CH3CH2CH2CH3 इसलिए यह एक ब्यूटेन अणु है और हम कन्फर्मेशनस को देखने जा रहे हैं जो C 2 और C 3 के बीच बॉन्ड को घुमाने से बनते हैं तो जैसे ही कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच का बॉन्ड घूमता है तो किस तरह के कन्फर्मेशनस पैदा होते हैं ठीक है इसलिए मैंने यहां ब्यूटेन का एक विशेष प्रतिनिधित्व तैयार किया है ताकि आप इसे समझ सकें वेज ऐसे हैं कि बॉन्ड आपकी ओर आ रहे हैं और डैश ऐसे हैं कि बॉन्ड आपसे दूर जा रहे हैं तो आपके मामले में कार्बन और मिथाइल समूहों के बीच के दो बॉन्ड आपकी ओर आ रहे हैं और डैश बॉन्ड आपसे दूर जा रहे हैं जबकि ये चार बॉन्ड कागज के प्लेन में हैं ठीक है तो अब अगर मैं इस विशेष अणु की कल्पना कर रहा हूं जैसे कि मैं इसे इस बिंदु से देख रहा हूं इस एंगल से कल्पना करें कि आप इसे इस तरफ से देख रहे हैं तो अणु आपको कैसा लगेगा इसलिए मैं कल्पना कर रहा हूं कि आप इसे इस तरह देख रहे हैं इसलिए अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो मेरे पास है ठीक है इसलिए सामने वाले कार्बन में बॉन्ड हैं जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर एक कार्बन मिथाइल बॉन्ड है अब अगर मैं बैक कार्बन का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं तो मैं इसे भी बनाऊंगा जो इस तरह होगा ठीक है अब याद रखें कि हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स के बारे में बात की थी जिसके परिणामस्वरूप अणु में टॉर्सनल स्ट्रेन की मात्रा लगभग 1 किलो कैलोरी होती है याद रखें जब दो मिथाइल एक दूसरे के साथ एक्लिप्स होते हैं तो स्ट्रेन और भी अधिक होता है और यह लगभग 25 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है इसलिए यहां विभिन्न समूहों की एक्लिप्स संबंधी बातचीत का उल्लेख करने के लिए एक तालिका है और आप इसका उल्लेख कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है जिसके परिणामस्वरूप हम यह कहते हैं कि जब मिथाइल मिथाइल के ओवरलैप की तुलना जब हम मिथाइल और हाइड्रोजन ओवरलैप से करते हैं तो ऊर्जाएं अलग अलग होने जा रही हैं और आप इस विशेष तालिका का संदर्भ ले सकते हैं अभी के लिए हम यह मानकर चल रहे हैं कि मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स में 25 किलो कैलोरी होगी इनमें से प्रत्येक एक्लिप्स इंटरेक्शन लगभग 1 1 किलो कैलोरी प्रति मोल होगी तो कुल मिलाकर अब इस विशेष अणु की ऊर्जा या स्ट्रेन जो इस विशेष अणु का अनुभव कर रहा है वह 25 प्लस 2 होगा जो कि प्रति मोल 45 किलो कैलोरी के करीब है इसलिए यह विशेष रूप से ऊर्जा में उच्चतम होगा क्योंकि मेरे पास एक मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स है तो अब मेरे पास यहां ब्यूटेन की विशेष एक्लिप्स कन्फर्मेशन है और मैं धीरे धीरे एंगल को बढ़ाने जा रहा हूं इसलिए अभी इन दो मिथाइल के बीच का डायहेड्रल एंगल 0 है मैं धीरे धीरे इस तरह बढ़ता जा रहा हूं कि डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो जाता है इसलिए मैं इसे इस तरह बढ़ाता जा रहा हूं कि डायहेड्रल एंगल 60 हो जाए हम सामने वाले कार्बन को समान रखेंगे और हम पीछे वाले कार्बन को स्थानांतरित करेंगे तो यह 0 डिग्री पर था अब यह 60 डिग्री पर है अब हम एक दूसरे के संबंध में डायहेड्रल एंगल 120 डिग्री बनाते हैं तो 120 डिग्री पर फिर से हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन में वापस आ गए हैं अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं तो यह 180 डिग्री हो जाता है ठीक है तो यह 120 है और यहां 180 है आइए अब हम इसे 240 डिग्री पर बनाते हैं तो अब मैं सामने वाले कार्बन को वहीं रखता हूं मैं पिछले कार्बन को 240 डिग्री तक ले जाने के लिए ऐसे ले जाता हूं अब हमारे पास 300 डिग्री है सामने वाले कार्बन को वही रखें मैं पिछले कार्बन को फिर स्थानांतरित कर दूंगा जैसे कि वह यहाँ जाता है और फिर हम 360 डिग्री पर वापस आ जाते हैं जिसमें हम अपनी मूल रचना में वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी इसलिए ये हमारे कन्फर्मेशनस हैं क्योंकि हम 0 डिग्री से धीरे धीरे घूमते हैं और 360 डिग्री पर वापस आते हैं ठीक है अब हम इन अणुओं की ऊर्जाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि हर तरह के एक्लिप्स में अणु में मौजूद टॉर्सनल स्ट्रेन के कारण उच्च ऊर्जा होगी तो मैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन को सर्कल करने जा रहा हूं पहले हम उन्हें लेबल करते हैं ताकि हमारे लिए पहचान करना आसान हो इसलिए मैं उन्हें A B C D E F G के रूप में लेबल करने जा रहा हूं अब अगर मुझे यह पता लगाना है कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला कन्फर्मेशन कौन सा है तो मैं कहूंगा कि एक्लिप्स कंफर्मेशन में उच्चतम ऊर्जा है अब मेरे पास विभिन्न प्रकार के एक्लिप्स कंफर्मेशनस हैं उदाहरण के लिए इस मामले में एक्लिप्स ACEG हैं और B D F स्टेगर्ड हैं ठीक है अब क्या सभी एक्लिप्स समान हैं तो अगर मैं A C E और G को देखूं तो ये सभी एक ही ऊर्जा के हैं इस सवाल का जवाब नहीं है सही है क्योंकि जैसा कि आप A और G में देख सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास एक दूसरे के साथ एक्लिप्स करने वाले 2 मिथाइल हैं तो A और G में आपके पास 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स इंटरेक्शन और 1 मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स इंटरेक्शन हैं जबकि C और E में आपके पास 1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स इंटरेक्शन है लेकिन 2 मिथाइल हाइड्रोजन एक्लिप्स इंटरेक्शन हैं इसलिए अगर मुझे वास्तव में यह पता लगाना है कि इनमें से प्रत्येक कन्फर्मेशन की ऊर्जा क्या है तो मुझे एक तालिका का उल्लेख करना होगा जो कि टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में बात करता है जो विभिन्न समूह के एक दूसरे के साथ एक्लिप्स करने पर उत्पन्न होते हैं यदि मैं तालिका का उल्लेख करता हूं तो मैं देखता हूं कि मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स इंटरेक्शन उच्चतम है जो प्रति मोल 25 किलो कैलोरी है जबकि मिथाइल हाइड्रोजन इंटरैक्शन केवल 14 किलो कैलोरी प्रति मोल है तो अब अगर मैं वास्तव में इसके बारे में सोचता हूं कि A और G ऊर्जा में सबसे अधिक हैं तो आपके पास C और E हैं जो A और G की तुलना में ऊर्जा में कम हैं इसलिए मैं दिखाऊंगा कि A और G ऊर्जा में उच्चतम हैं ठीक है अब C और E के बीच जैसा कि आप देख सकते हैं कि C और E एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं जैसे दोनों में समान प्रकार के स्ट्रेन हैं तो उनकी ऊर्जाएं समान होंगी लेकिन याद रखें कि ये अभी भी समान यौगिक नहीं हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसमें आप C से E तक सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं तो अब हम स्टेगर्ड कंफर्मेशनस B D और F को देखते हैं अब B D और F में यदि आप वास्तव में एक करीबी नज़र रखते हैं तो उनमें से एक स्पष्ट रूप से अन्य दो से अलग है यह कंफर्मेशन D है जिसमें आपके पास ये दोनों मिथाइल एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तोयह D है जिसमें 2 मिथाइल एक दूसरे से अलग हैं यह विशेष रूप से कंफर्मेशन जो सबसे कम ऊर्जा का है ठीक है क्योंकि सबसे पहले यह सब स्टेगर्ड है और 2 मिथाइल एक दूसरे से अलग हैं इसे एंटी कंफर्मेशन कहा जाता है ठीक है तो एक एंटी कंफर्मेशन सबसे स्थिर कंफर्मेशन है क्योंकि 2 मिथाइल सबसे अलग हैं यदि आप B और F को देखते हैं तो अब B और F में आपके पास ऐसा कुछ है ठीक है इसलिए यह उदाहरण के लिए B है अब B और F में यदि आप देख सकते हैं कि ये दो मिथाइल अभी भी एक दूसरे के करीब हैं तो वे एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं लेकिन वे एक दूसरे के करीब हैं क्योंकि वे एक दूसरे के साथ स्टेगर्ड हैं यह विशेष मिथाइल समूह एक जगह घेरता है ठीक है याद रखें कि हम वास्तविक मिथाइल समूह नहीं दिखा रहे हैं लेकिन अगर मुझे वास्तव में यह दिखाना है कि वहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो उसी तरह यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और वे एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो यह कुछ प्रकार के स्टिरिक स्ट्रेन का अनुभव करेगा जो कि बढ़ रहा होगा क्योंकि मैं इस अणु को एक कन्फर्मेशन में रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा हूं जबकि ये दो मिथाइल समूह एक दूसरे के बहुत करीब नहीं होना चाहते हैं बेशक यह ऊर्जा एक्लिप्स की तुलना में कम होगी क्योंकि एक्लिप्स में बिल्कुल जगह नहीं होती है इस मामले में इसे गौचे इंटरैक्शन के रूप में कहा जाता है गौचे इंटरैक्शन के मामले में आपको एक्लिप्स इंटरेक्शन की तुलना में थोड़ा कम स्ट्रेन होता है लेकिन यह अभी भी एक स्ट्रेन है और एक दूसरे के साथ किस तरह का स्ट्रेन गौचे इंटरेक्शन करते हैं उसके लिए आप तालिका के इस भाग को संदर्भित कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मिथाइल मिथाइल गौचे इंटरेक्शन 08 किलो कैलोरी प्रति मोल के करीब होगी तो B और F D की तुलना में थोड़े अधिक स्ट्रेनड होंगे अब अगर मैं इन सभी का ग्राफ बनाना चाहता हूं ठीक है अब याद रखें कि हमें इन सभी A B C D E F G को प्लॉट करना है ताकि वे ऊर्जा अक्ष पर गिरें अब A और G उच्चतम ऊर्जा हैं A ड्हेड्रल एंगल से 0 डिग्री और G डिहेड्रल एंगल से 360 डिग्री से संबंधित है इसलिए मैं A को यहां उच्चतम बिंदु पर और G को उच्चतम बिंदु पर रखूंगा A और G एक दूसरे के समान हैं क्योंकि हम एक पूर्ण रोटेशन को पूरा करते हैं और वापस आते हैं तो उनकी ऊर्जा समान होगी अब A से जब हम B पर जाते हैं तो याद रखें कि यह एक गौचे इंटरैक्शन है तो B की ऊर्जा थोड़ी कम होगी ठीक है वहां से जब हम C जाते हैं C एक एक्लिप्स है लेकिन C के मामले में 2 मिथाइल एक दूसरे के साथ एक्लिप्सबनहीं कर रहे हैं तो ऊर्जा A की तुलना में थोड़ी कम होगी लेकिन B से अधिक ठीक है तो C यहाँ होगा जब हम D पर आते हैं तो D जो कि एंटी कन्फॉर्मेशन है जैसे कि 2 मिथाइल सबसे अलग हैं D सबसे स्टेबल कंफॉर्मेशन है इसलिए D को में सबसे कम संभव ऊर्जा में डाल दूंगा और फिर C और E एक दूसरे के समान होंगे और B और F एक दूसरे के समान होंगे तो अब अगर मैं ग्राफ खींचता हूं तो यह कुछ इस तरह दिखेगा ठीक है तो जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इन अनुरूपताओं की ऊर्जा एक स्ट्रेन डालती जा रही है और यह स्ट्रेन अलग अलग होगा जैसा कि हम प्रत्येक रचना के माध्यम से समझ सकते हैं अब अगर हमें वास्तव में उस स्ट्रेन की मात्रा की गणना करनी है जो इन कन्फर्मेशनस के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि A जिसमें मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स इंटरेक्शन ऊर्जा सबसे अधिक होगी वास्तव में यह D से प्रति मोल 5 किलो कैलोरी अधिक है ठीक है आप निम्नलिखित ग्राफ का उल्लेख कर सकते हैं और वास्तव में A B C D E F G की ऊर्जाओं को देख सकते हैं और वास्तव में इनकी तुलना कर सकते हैं कि क्या आप संबंधित तालिका को देखकर समान संख्याओं को प्राप्त करते हैं